छात्रों का स्वागत करते हैं हम बैंक वित्त पर चर्चा कर रहे हैं कि बैंकों द्वारा विनिर्माण क्षेत्र को वर्किंग कैपिटल इसके अलावा जैसा कि मैंने अपनी पिछली कक्षा में कहा था इसके अलावा 4 मुद्दों और 7 सिफारिश में क्या कमी थी यह कि वर्किंग कैपिटल के अंतर को WCG से बाहर निकालने की अवधि की अवधारणा और दूसरी बात यह है कि वे इस तरह की अवधारणा को MPBF अधिकतम अनुमेय बैंक वित्त के रूप में इंगित करते हैं इसलिए वे कहते हैं कि टंडन समिति का कहना है कि पहले बैंक को WCG को वर्किंग कैपिटल वित्त निर्धारित करने की प्रक्रिया क्या है इसलिए एमपीबीएफ को घटाए बिना वर्तमान संपत्ति इसे कहा जाता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल को बैंकों द्वारा निर्मित फर्म से पूछा जाना चाहिए और उसके आधार पर फर्म से पूछा जाना चाहिए कि जीसीए का अधिकतम उपयोग करना चाहिए इसलिए सबसे पहले उन्हें बैंक को यह बताने के लिए कहा जाना चाहिए कि वर्किंग कैपिटल गैप के अलावा मौजूदा देनदारियां 1975 या 76 या 80 के दशक की शुरुआत में भी हैं सहज वित्त के अलावा केवल एक स्रोत के रूप में भारत में उपलब्ध अल्पावधि वित्त स्रोत के लिए है घटाया जाना बैंक वित्त से भिन्न ग्रॉस करंट असेट्स करंट लायबिलिटीज

आप 100 रुपये के लिए निर्माण करना चाहते हैं और इस तरह देय खाते 30 रुपये के रूप में उपलब्ध हैं तो आपकी वर्किंग कैपिटल गैप 70 रुपये होगी तो आपको इस अंतर का निर्माण करना होगा आपको यह पता लगाना होगा कि एक बार अंतराल का पता लगाने के बाद कितना अंतर है फिर आपको 3 विधियों में से किसी एक का अनुसरण करना होगा पहला तरीका यह है कि क्या आप इसे इस रूप में कह सकते हैं कि इस पद्धति में अधिकतम वित्त बैंक प्रदान करेंगे यदि कोई भी फर्म बहुत अच्छी फर्म है बहुत अच्छी तरह से अनुशासित है बहुत अच्छी तरह से अनुशासित वित्तीय बहुत अच्छी तरह से अनुशासित संगठन है तो उन्हें धन उपलब्ध कराया जा सकता है प्रावधानों का पालन करके कार्यशील वित्त केवल विधि संख्या 1 के तहत है और विधि संख्या 1 वहाँ है कि विधि संख्या 1 के तहत अधिकतम अनुमेय बैंक वित्त की गणना कैसे करें यह यहां सुझाया गया है ग्रॉस करंट असेट्स से आना चाहिए और शेष राशि बैंकों से वर्किंग कैपिटल फाइनेंस से आने चाहिए और बैंक 60 रुपये प्रदान कर सकता है इसका मतलब यह है कि कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि 60 रुपये बैंक वित्त है 20 रुपये एक स्पॉन्टेनियस फाइनेंस को व्यवस्थित करने के लिए टंडन समिति द्वारा सुझाए गए पहले तरीके के तहत धनराशि प्रदान की जानी है लेकिन इस विधि को अधिकतम अनुमेय बैंक वित्त की गणना का सबसे उदार तरीका माना जाता है और बहुत कम कंपनियाँ या फ़र्म बाज़ार में हैं जो इस पद्धति के तहत सही माने जाने के योग्य हैं तब फ़र्म्स मामूली स्तर पर बनाए रखने के लिए मामूली रूप से कुशल साधन थे फिर यह फर्मों की दूसरी गोली है और टंडन समिति द्वारा वर्किंग कैपिटल फाइनेंस का पालन करने के लिए टंडन समिति के मानदंडों का दूसरा तरीका सुझाया गया है इसलिए यह इस पद्धति के तहत है जो हम करते हैं सामान्य रूप से जीसीए को कम करना चाहिए और शेष राशि को अधिकतम अनुमेय बैंक वित्त माना जाएगा इसलिए यह अधिक कड़ा है क्योंकि लंबी अवधि के स्रोतों से आने वाले फंड इस पद्धति के तहत होंगे क्योंकि विधि संख्या 1 के तहत फंड्स के दीर्घकालिक स्रोतों को मंजूरी देने के लिए बैंकों द्वारा पालन किया जाना उन फर्मों के मामले में जो बहुत वित्तीय अनुशासन नहीं हैं जो बाजार में बहुत अच्छे खिलाड़ी नहीं हैं और जिनकी तरलता से पता लगाना है हमें रियल करंट असेट्स का मतलब है जो हमेशा फर्म द्वारा बनाए रखा जाता है इन्वेंट्री का इतना स्तर हमेशा रहता है कि क्रेडिट की बिक्री का इतना स्तर हमेशा बना रहता है कि बहुत अधिक नकदी हमेशा बनी रहती है तो इसका मतलब है कि यदि आप करंट असेट्स की गणना के लिए योग्य हैं अब आरसीए के बारे में बात करते हैं तो 25 के रूप में आना चाहिए लेकिन बैंक वित्त के अलावा करंट लायबिलिटीज का होना चाहिए तो निश्चित रूप से यह 25 विधि संख्या 1 के 25 से बड़ा होगा और इस मामले में 25 निश्चित रूप से आरसीए से वित्त पोषित किया जाना चाहिए क्योंकि यह एक निश्चित संपत्ति के रूप में अच्छा है वर्तमान संपत्ति 1 और बाहर नहीं है आरसीए भी 25 है जो हमें दीर्घकालिक स्रोतों से आना चाहिए तो इसका मतलब है कि बहुत कम राशि बची हुई है जिसका मतलब यह हो सकता है कि उसके बाद आपको वर्तमान देनदारियों को घटाना होगा न केवल बहुत कम राशि बची है जिसे बैंकों द्वारा अधिकतम अनुमेय बैंक वित्त के रूप में वित्त पोषित किया जाएगा तो ये तीन तरीके हैं जो टंडन समिति की समिति द्वारा सुझाए गए हैं और यदि आप इन तीन विधियों को देखते हैं तो आप गणना करते हैं कि आप विधि संख्या एक का अनुसरण करते हैं आप विधि संख्या 2 का पालन करते हैं आप विधि संख्या 3 का अनुसरण करते हैं जो प्रदान की जाने वाली अधिकतम बैंक वित्त की अधिकतम सीमा 75 से अधिक कभी नहीं होगी GCA सकल वर्तमान संपत्ति की बुनियादी सिफारिश थी कि बैंक वित्त को मौजूदा स्रोतों का पूरक होना चाहिए जो मौजूदा स्रोतों का पूरक नहीं होना चाहिए और अधिकतम बैंक वित्त जो बाजार में काम करने वाली सबसे अच्छी फर्मों को भी प्रदान किया जा सकता है केवल 75 75 से 75 से अधिक नहीं होना चाहिए तो इन 3 तरीकों के तहत भी वैसे भी आप अपनी कसरत कर सकते हैं या पहली विधि का पालन कर सकते हैं दूसरी विधि या तीसरी विधि अधिकतम अनुमेय बैंक वित्त केवल अधिकतम 75 के रूप में काम करेगा और यही उनकी प्रमुख सिफारिशें भी सही हैं तो ये 3 विधियां हैं इसलिए अब तक हमें पता चला है कि टंडन समिति ने हमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें दी हैं जिनमें 4 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो 7 सिफारिशें हैं और अधिकतम अनुमेय बैंक वित्त की गणना के 3 तरीके हैं उन्होंने 70 के दशक में लंबे समय दिए अब जब हम इस समिति के गठन और इस समिति की सिफारिशों के आधार पर बात करते हैं बैंकों ने वर्तमान अनुपात को मंजूरी देने के बाद इस अनुपात को 133 के स्तर से कम नहीं होने देना चाहिए इसका मतलब है कि फर्म को हर समय बनाए रखना होगा और 15० के इस स्तर के किसी भी स्लिप को 133 के नीचे लाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जो किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं है इसलिए लेकिन कुछ विशेष मामलों में उन्हें पता चला कि आम तौर पर इसे वापस खिसकने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए लेकिन अगर कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं फिर उस सीमा को 150 से 133 के स्तर से नीचे लाया जा सकता है किस मामले में विस्तार और विविधीकरण यदि फर्म अपने व्यवसाय का विस्तार और विविधता लाने के लिए अभ्यस्त है तो हाँ मौजूदा 15 से मौजूदा संपत्ति का स्तर 133 तक लाया जा सकता है क्षमता का दूसरा फर्म पूर्ण उपयोग यदि इस मामले में भी इस अप्रयुक्त क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिए कुछ क्षमता और उपयोग और दृढ़ है थ्रेशोल्ड स्तर को मौजूदा परिसंपत्तियों को मौजूदा 150 से घटाकर 133 किया जा सकता है बैंक की सहमति से संबद्ध चिंताओं में निवेश के लिए अगर वे अपने फंड का कुछ हिस्सा बहन की चिंताओं या संबद्ध चिंताओं में निवेश करना चाहते हैं तो स्लिप बैक या कार्यशील पूंजी का हिस्सा उठाया है और अगर उन्हें भुनाया का हिस्सा नीचे लाया जा सकता है और 15 रखने के बजाय विदेशी मुद्रा ऋण या अन्य सावधि ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए स्तर 15 से घटाकर 133 किया जा सकता है इस मामले में भी समूहों में कमजोर इकाइयों के पुनर्वास पुनरुद्धार के लिए सीमा को नीचे लाया जा सकता है यदि उस समूह में भी कमजोर इकाइयों के पुनर्वास या पुनर्जीवित करने की आवश्यकता होती है तो उस स्थिति में भी 150 का थ्रेशोल्ड के किसी भी अन्य न्यूनतम स्तर से 133 से नीचे लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी बैंक फर्मों को हर समय 133 1 को बनाए रखना पड़ता है उसके बाद यह टंडन समिति दूसरी महत्वपूर्ण स्तर पर निर्भर करती है जो कार्यशील पूंजी के लिए बैंक वित्त के इतिहास में निर्भर करता है एक अन्य समूह है जिसे कोर समूह के तहत कहा जाता था श्री केवी चोर Mr V K Chore की एक अन्य समूह की अध्यक्षता सिर्फ बैंकों द्वारा बनाई गई स्थिति या शायद कार्यशील पूंजी वित्त की स्थिति की समीक्षा करने के लिए थी टंडन समिति की सिफारिश के आधार पर जो 1975 में सामने आई लेकिन तुरंत लागू हो गई उसके बाद क्या हुआ कि सरकार ने श्री केवी चोर की अध्यक्षता में एक और अध्ययन समूह की स्थापना की जिसे लोकप्रिय तौर पर टिप्पणियों के समूह के रूप में जाना जाता है इसलिए कोर समूह प्रदान कर रहे हैं कैसे फर्म इसका उपयोग कर रहे हैं और भारत में बैंकों की स्थिति से कार्यशील पूंजी वित्त का मुख्य अवलोकन था कि जब भी फर्म बैंकों को नकद ऋण सीमा के लिए आवेदन कर रहे हैं वे अपनी आवश्यकताओं को प्राप्त कर रहे हैं उदाहरण के लिए वास्तविक आवश्यकता 1 मिलियन रुपये की है जो वे 150000 या 15 मिलियन रुपये के लिए पूछ रहे हैं और बैंक के साथ 15 मिलियन रुपये की मंजूरी दे रहा है तो इसका मतलब है कि उस सीमा का आधा हिस्सा अप्रयुक्त है और यह राशि बेकार पड़ी है और यह बैंकों पर दबाव है तो CC सीमा की कुछ सीमाएँ हैं जिनकी समीक्षा करने की आवश्यकता है और उन्होंने इस अंतर को भी मंजूरी राशि और उपयोग की गई राशि के बीच की खाई का अंतर पाया कि क्यों एक अंतराल है उन्होंने उस अंतराल के कुछ कारणों को भी पाया और उस अंतर के कारणों को अलग अलग समय पर चरम स्तर पर उधार लिया गया था जब फर्मों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की आवश्यकता या बैंक को उनका मामला वे आवश्यकता के साथ साथ शिखर स्तर की आवश्यकताओं को भी चित्रित करते हैं लेकिन वर्ष के माध्यम से सभी स्तर चरम पर नहीं होते हैं और आवश्यकताएं तब बदलती रहती हैं जब हम बाजार में अपने उत्पादन और बिक्री के चरम पर नहीं होते हैं तब हमें वास्तविक राशि की तुलना में कार्यशील पूंजी की बहुत कम आवश्यकता होती है तो इसका मतलब है कि सभी आवश्यकताओं के लिए वर्ष के माध्यम से चरम स्तर पर काम किया जाता है जहां शिखर स्तर बनाए रखा जा रहा है या वर्ष के माध्यम से नहीं किया जाता है इसलिए ब्यूरों द्वारा स्वीकृत और उपयोग की गई राशि में वृद्धि के बीच एक अंतर है उधारकर्ता भी पूछ रहे हैं कि वास्तविक आवश्यकता कम है लेकिन वहाँ बैंकरों के दिमाग की आवश्यकताओं को फुलाया जा रहा है क्योंकि उधारकर्ता जानता है कि बैंकर एक कटौती लागू करेगा तो पहले से ही आवेदन का अर्थ है कि आप अधिक धन के लिए आवेदन करते हैं और बैंकर द्वारा कटौती लागू करने के बाद भी आपको उस स्थिति से निपटने के लिए बाजार में किसी भी प्रकार की अप्रत्याशित स्थिति के खिलाफ सुनिश्चित करने के लिए अभी भी निधियों की राशि का आकार मिलेगा हम आम तौर पर कार्यशील पूंजी वित्त को सीमित करता है तो वे एक शर्त रखते हैं कि जब भी आपको धन की आवश्यकता हो आप हमारे पास से धन प्राप्त कर सकते हैं लेकिन जब आपके पास अधिशेष या आपकी क्रेडिट बिक्री या किसी अन्य स्रोत से धन प्राप्त होता है आपको फिर से इस खाते में जमा करना होगा तो कुछ समय उस खाते में माइनस में जाने या वापस लेने के बजाय या हो सकता है कि 100000 स्वीकृत हो और उदाहरण के लिए 500000 वापस ले लिए जाएं तो इसका मतलब है कि खाते में शेष राशि 500000 होनी चाहिए लेकिन यह संभव हो सकता है कि शेष राशि 500000 थी तब फर्म को 600000 रुपये का संग्रह मिला तो 5 प्लस 6 110000 रुपये बन गए तो यह राशि 100000 रुपये से नीचे जाने के बजाय अधिशेष हो गई और फिर पिछले एक कारण आर्थिक बदलावों के आंदोलन में खामियां थी क्योंकि किसी भी आर्थिक परिवर्तन आर्थिक चर को लोकप्रिय बनाया जाना चाहिए और यह उनकी सिफारिश के रूप में प्रदान किया जाना चाहिए और 20 सीसी सीमा के साथ साथ बिल छूट सुविधा के रूप में प्रदान किया जाना चाहिए और तीसरी बात खरीद और बिलों की छूट है उन्होंने कहा कि कोर कमेटी ने कहा कि हाँ यह कार्यशील पूंजी वित्त को कहा गया था जिसे टंडन समिति द्वारा विधि संख्या 3 में सुझाया गया था उन्होंने कहा कि किसी ने भी वर्तमान संपत्ति से और आंशिक रूप से लंबी अवधि के स्रोत और तीसरी बात यह है कि बैंकों को तिमाही की सीमा की स्वीकृति राशि क्या है 1 विशेष फर्म के लिए उनका कितना उपयोग किया गया है अंतर क्या है और उस अंतराल को कैसे याद रखना है अगले 6 महीनों के लिए अगली तिमाही की सीमा को मंजूरी देते हुए तो ये कोर समूह के बारे में बात करते हैं हम टंडन समिति की सिफारिशों को मंजूरी देने के तरीके हैं नए तरीकों को विकसित किया गया है नए तरीकों का पालन किया गया है या पता लगाया गया है और ये नए तरीके भी कुछ हद तक काफी स्वीकार्य हैं काफी वैज्ञानिक और शांत हैं जिससे बैंकों को कार्यशील पूंजी को मंजूरी देते हुए कई सुराग निकालते हैं इसलिए आधिकारिक तौर पर यह आवश्यक नहीं है कि यह अनिवार्य नहीं है 1990 तक 96 97 क्षमा करें मौद्रिक नीति टंडन समिति एक मजबूरी थी लेकिन 96 97 अक्टूबर के बाद अक्टूबर 1996 में इस मौद्रिक नीति की घोषणा की गई 97 इसके बाद इसे पूरी तरह से वापस ले लिया गया है और इसके बाद यह आधुनिक तरीके उपलब्ध हैं उदारीकरण के बाद आप कार्यशील पूंजी वित्त को मंजूरी देने के तरीके कह सकते हैं लेकिन इन तरीकों के अलावा कुछ बैंक आज भी टोंडन कमेटी के तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं और टोंडन कमेटी का सबसे लोकप्रिय तरीका आज भी वर्किंग कैपिटल फाइनेंस को मंजूरी देने के लिए उदारीकरण के बाद हैं ये 3 विधियां हैं पहला तरीका बैलेंस शीट तैयार करने के लिए कहा जाए अगले 1 साल और यह कि अगले 1 साल को अलग अलग तिमाही क्वार्टर नंबर 1 2 3 और 4 में विभाजित किया जाना चाहिए और फिर तिमाही आधार पर फर्म को त्रैमासिक बैलेंस शीट के अन्य स्रोत शब्द के स्रोत और वास्तव में बैंक वित्त की आवश्यकता क्या है यह 1 महत्वपूर्ण तरीका है दूसरा तरीका नकद बजट विधि है यह कार्यशील पूंजी वित्त की गणना के लिए जो कि नकद बिक्री है और साथ ही क्रेडिट बिक्री और उत्पाद शुल्क भी लिया जाना है इसलिए अनुमानित वार्षिक टर्नओवर का मतलब है कि कुल वार्षिक सकल बिक्री उद्योग के उदारीकरण के बाद के 3 तरीके हैं प्रॉजेक्ट बैलेंस शीट के लिए किया जाता है फिर हम कार्यशील पूंजी वित्त प्रदान करने के लिए बैंकों की नीतियां क्या हैं आम तौर पर उधारकर्ताओं को 2 व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया जाता है छोटे पैमाने पर ऋण और गैर छोटे पैमाने पर उधार बड़े मध्यम और बड़े पैमाने पर उधारकर्ता होते हैं छोटे पैमाने के कर्जदारों के मामले में हम 5 करोड़ तक की सीमा की बात करते हैं यदि सीमा 5 करोड़ तक है यदि कार्यशील पूंजी की आवश्यकता 5 करोड़ से 5 करोड़ तक है तो सरल मूल्यांकन किया जाना चाहिए जब आप के कुल आकार के बारे में बात करते हैं तो यह फर्म के आकार की सीमा नहीं है यदि फर्मों की संपत्ति का आकार 5 करोड़ तक है तो फर्म का सरल मूल्यांकन किया जाना चाहिए यदि फर्म 5 करोड़ के आकार की हो तब साधारण मूल्यांकन किया जाना चाहिए केवल संपत्ति के आधार पर वित्त को उन्हें मंजूरी दी जानी चाहिए अब यह विस्मित करने वाला है कि मैं इस बारे में बात करूंगा कि बैंक वित्त के प्रमुख महत्वपूर्ण घटक हैं इसलिए हमने बैंक वित्त के बारे में प्रारंभिक कहना चर्चा के बारे में बात की और हमने 2 महत्वपूर्ण समितियों टंडन समिति कोर समिति और फिर कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बैंक वित्त को मंजूरी देने के तरीकों के बारे में बात की जो कि उदारीकरण के बाद और इन महत्वपूर्ण चीजों से अलग हैं मैं कुछ निश्चित 3 4 महत्वपूर्ण अन्य बातों पर भी चर्चा करूंगा कि कैसे और कैसे और किस तरह से बैंक वित्त विभिन्न उधारकर्ताओं और विभिन्न क्षेत्रों को प्रदान किया जा सकता है उदाहरण के लिए अब एक और बात यह है कि निर्यात ऋण निर्यात क्षेत्र में काम करने वाली इकाइयों के मामले में जो भारत में उत्पादों का निर्माण कर रही हैं शायद सरकारें कहती हैं कुछ भी हथकरघा यदि वे भारत में निर्माण कर रहे हैं और उनका उत्पादन बड़े पैमाने पर निर्यात किया जा रहा है तो उन्हें निर्यात किया जा रहा है इसलिए उन्हें निर्यात घर माना जाता है वे निर्माण कर रहे हैं और वे निर्यात कर रहे हैं इसलिए उनके लिए निर्यात ऋण यह RBI का एक सुझाव है कि बैंकों के पास उपलब्ध कुल कार्यशील पूंजी वित्त में से 12 बैंकों द्वारा प्रदान की जाती हैं निर्यात क्षेत्र में 12 होना चाहिए 12 फर्मों को कहा जाना चाहिए जो भारत से उत्पादों के निर्यात में शामिल हैं और 12 क्रेडिट को निर्यात क्षेत्र इकाइयों को दिया जाना चाहिए जो उत्पादों के ऋण घटक के निर्यात में शामिल हैं जब हम ऋण घटक के बारे में बात करते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि कुल ऋण में अगर आप किसी इकाई की कार्यशील पूंजी के रूप में प्रदान किया जाना चाहिए और केवल 20 ही cc सीमा के रूप में प्रदान किया जाना चाहिए तो अब इसका मतलब यह है कि भारतीय उद्योग इकाइयों पर भारतीय उद्योग को अनुशासित किया जाना चाहिए और उन्हें सीखने की कोशिश करनी चाहिए कि बैंक वित्त के भीतर और बैंक वित्त के माध्यम से भी धीरे धीरे के बजाय अन्य स्रोतों से कार्यशील पूंजी है लेकिन यह बहुत महंगा है और बैंकों पर दबाव का कारण भी कहता है इसलिए अब RBI उधारकर्ताओं को अनुशासित करना चाहता है कि यदि आप कार्यशील पूंजी वित्त बनाना चाहिए और उन्हें उस फर्म या उस समूह की कार्यशील पूंजी का निर्णय उस बैंक द्वारा लिया जाएगा जो उधारकर्ता द्वारा संपर्क किया जाता है और कितना और किस अनुपात में अन्य बैंक होंगे कर्ज लेने वाले का कोई कहना नहीं है लेकिन यह समय की अवधि में बैरो बनाएंगे उधारकर्ता को सूचित किया जाएगा कि ये आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अन्य भाग लेने वाले बैंक हैं और आपको यह देखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि क्या आप इन साझेदारों के साथ सहज हैं या नहीं और कैसे सहज हैं और कुल साधनों का मतलब क्या होगा और कुल सिंडिकेशन के तहत उधारकर्ता के पास संघ को सूचित करने और शामिल करने की सूचना है अन्य बैंक उस सिंडिकेशन के रूप में कितना प्रदान किया जा सकता है तो इसका मतलब है कि अलग अलग अनुमान हो सकते हैं कि व्यावहारिक रूप से स्थिति भिन्न हो सकती है लेकिन RBI के दिशानिर्देशों के अनुसार 1 सिंगल 1 फर्म 1 एकल कंपनी को बैंक के 25 से अधिक फंड को कार्यशील पूंजी वित्त है तो इसका मतलब है कि इक्विटी कैपिटल प्लस रिटेंड अर्निंग्सकी का 50 है जो कि इक्विटी पूंजी और सभी 3 आरक्षित है लेकिन आम तौर पर यह देखा गया है कि भारतीय परिदृश्य में बैंकों का एक्सपोज़र का 10 से अधिक नहीं है और वह भी एक उद्योग में अलग अलग फर्मों में विभाजित है तो इसका मतलब है कि बैंक 1 एकल फर्म को उधार देने या कुछ फर्मों या शायद कुछ फर्मों के समूह को नहीं कहते हैं बल्कि उनका दृष्टिकोण ऐसा पाया गया है कि वे कई खिलाड़ियों को कवर करते हैं और कई छोटे माध्यमों और बड़ी फर्मों के साथ साथ उनकी कार्यशील पूंजी का 40 प्राथमिकता वाले क्षेत्र में जाना चाहिए जिसमें कृषि क्षेत्र शामिल है कृषि लघु और लघु इकाइयाँ कुटीर उद्योग हैं जो एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र है जहाँ रोजगार उत्पन्न करने के साथ बहुत बड़ी आय नहीं होती है लेकिन अधिक रोजगार और ऐसी इकाइयाँ बनाना जो आत्मनिर्भर हैं इसलिए उन्हें माना जाता है कि इकाइयाँ लघु उद्योग क्षेत्र की हैं और छोटे क्षेत्र के साथ साथ कृषि क्षेत्र की भी इसलिए भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के पास उपलब्ध कुल कार्यशील पूंजी वित्त का 40 प्राथमिकता वाले क्षेत्र में जाना चाहिए हालांकि इसका उपयोग किया जा रहा है मैंने आपको कुछ समय पहले बताया है कि यह लघु अवधि के खिलाड़ियों के माध्यम से यह वित्त है जो बाजार में बड़े पैमाने पर कंपनी के खिलाड़ियों के लिए जा रहा है लेकिन यह अभी भी कई समितियों को जारी रखे हुए है जिसमें नरसिम्हम समिति के रूप में बहुत लोकप्रिय प्रसिद्ध समिति भी शामिल है जिसने सरकार से सिफारिश की है कि 40 की इस सीमा को 10 तक लाया जाए लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है और यह बैंकों के लिए एक दिशानिर्देश में से भारत में अलग अलग विनिर्माण क्षेत्र की इकाइयों को उपलब्ध कराई जा रही है या भारत में विनिर्माण क्षेत्र की कंपनियों को भारत में 40 हिस्सा दिया जाना चाहिए प्राथमिकता क्षेत्र इसलिए यह सीमा के अनुसार साधन है व्यावहारिक रूप से बैंकों के लिए दिशा निर्देश फंडों के तुलनात्मक उपयोग को देख रहे हैं और अलग अलग इकाइयों को धन मुहैया कराने वाली उनकी आवश्यकताओं और बैंकों के पास धन की उपलब्धता के अनुसार देख रहे हैं इसलिए इसके साथ मैं कहता हूं कि बैंक वित्त भारत में कार्यशील पूंजी वित्त प्रदान करने का सबसे लोकप्रिय स्रोत है हालांकि हमारे पास अन्य स्रोतों में भी 7 हैं लेकिन आज भी उन स्रोतों के अस्तित्व के बावजूद बैंक वित्त सबसे लोकप्रिय स्रोत है और यह उद्योग या विनिर्माण क्षेत्र की इकाइयों की अल्पावधि या कार्यशील पूंजी प्रदान करने के अन्य महत्वपूर्ण स्रोत क्या हैं इस देश के विनिर्माण क्षेत्र में अन्य महत्वपूर्ण स्रोत क्या हैं इसके बारे में मैं आपसे अगली कक्षा में चर्चा करूंगा बहुत बहुत धन्यवाद